अब हम एक बक बूस्ट कन्वर्टर के इनपुट इंपेडेंस का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हम इसे बक बूस्ट कन्वर्टर की ड्यूटी साइकिल के द्वारा किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं हम यह भी देखेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग के दृष्टिकोण से पीवी पैनल की I V करैक्टरिस्टिक पर क्या प्रभाव होता है अब हम एक बक बूस्ट कन्वर्टर बनाते हैं तथा इसे पीवी पैनल से जोड़ते हैं तो यह पीवी पैनल मॉड्यूल है और इससे यहां हम बक बूस्ट कन्वर्टर जोड़ते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट इस प्रकार होता है इसमें एक बीजेटी है जो पावर सेमीकंडक्टर स्विच के रूप में कार्य करता है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है बीजेटी के स्थान पर मॉसफेट अथवा आईजीबीटी का उपयोग भी किया जा सकता है इस स्विच के सीरीज में एक इंडक्टर है इस तरह से एक डायोड जुड़ा हुआ है तथा इस तरह से कैपेसिटर लगा हुआ है यह एक बक बूस्ट कन्वर्टर बनाता है बक बूस्ट कन्वर्टर के टर्मिनल से इस तरह से लोड R0 जुड़ा हुआ है बक बूस्ट कन्वर्टर में वोल्टेज की पोलेरिटी बदल जाती है यह टर्मिनल ऊपरवाले टर्मिनल के संदर्भ में पॉजिटिव है अर्थात यह महत्वपूर्ण नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और इसलिए यदि इस प्रकार मेजर किया जाए तो V0 पॉजिटिव होगा और इसलिए I0 इस तरह से ऊपर की ओर प्रवाहित होगा यह बक बूस्ट कन्वर्टर का लक्षण है इसमें निश्चित रूप से वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाती है तो ये C D L Q हैं तथा टर्मिनल के अक्रॉस जैसा कि बक कन्वर्टर में था इस तरह से एक कैपेसिटर CT का लगाना आवश्यक है यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां मौजूद स्विच के कारण इनपुट पर करंट भी स्विच्ड होता है यह कंटीन्यूअस नहीं रहता और इसलिए पीवी पैनल से प्राप्त होने वाला वाला करंट भी कंटीन्यूअस नहीं होगा यदि यहां एक कैपेसिटर न लगाया जाए इसलिए जैसा कि हमने बक कन्वर्टर के लिए समझा था हमें यहां एक कैपेसिटर लगाने की जरूरत होगी ताकि पैनल से प्राप्त होने वाला करंट स्मूथ तथा कंटीन्यूअस रहे और प्रत्येक क्षण पैनल से पीक पावर ली जा सके इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज को हम VT कहेंगे पीवी पैनल की ओर से टर्मिनल की ओर देखने पर इनपुट इंपेडेंस RT है बीजेटी के कलेक्टर में प्रवाहित होने वाला करंट IT है तथा यहां हम करंट को ITav कहेंगे जैसे कि हमने बक कन्वर्टर के लिए किया था इसके कैपेसिटर के माध्यम से प्रवाहित होने वाला करंट जो कि बफरिंग करंट है इसे हम icT कहेंगे तथा इसका एवरेज 0 होगा यहां इस करंट का एवरेज होगा तथा यहां यह एक स्विच्ड करंट होगा अब हम वेवफॉर्म एक्सीस बनाते हैं एक्सिस 1 पर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज vL तथा एक्सिस 2 पर इंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने वाला करंट iL है एक अन्य एक्सिस पर हम स्विच से प्रवाहित होने वाले करंट iT को दर्शाएंगे इसके साथ ही हम कैपेसिटर से प्रवाहित होने वाले करंट को भी देखेंगे और इसका कारण जानेंगे कि हमें यहां एक कपैसिटर लगाने की जरूरत क्यों है ताकि हमारे पास पीवी पैनल से मिलने वाला iTav करंट हो अब इन वेवफॉर्म टाइम एक्सीस को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं तथा पहले भाग को dTS दूसरे भाग को TS जहां d ड्यूटी साइकिल है तथा इस का मान 0 तथा 1 के बीच में हो सकता है से निरूपित कर देते हैं यह एक स्विचिंग साइकल है जिसका स्विचिंग पीरियड TS है इसी प्रकार दूसरे स्विचिंग पीरियड में भी dTS TS इस प्रकार होगा dTS के दौरान बीजेटी Q ऑन है तथा TS के दौरान Q ऑफ है अगले dTS में यह फिर ऑन है तथा उसके बाद TS में यह फिर ऑफ है अब dTS पीरियड पर गौर करें जबकि Q ऑन है जब Q ऑन है आप देखेंगे कि करंट के लिए इस तरह प्रवाहित होने का मार्ग है करंट का प्रवाह यहां ही नहीं हो रहा है बल्कि कपैसिटर भी लोड के माध्यम से डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर लोड के माध्यम से इस तरह डिस्चार्ज होगा आप यहां देखेंगे कि यह पोटेंशियल V0 है ध्यान दें कि पोलैरिटी नेगेटिव है जैसा मैंने कहा था यह पोटेंशियल V0 है तथा यहां यह पोटेंशियल VT है क्योंकि यहां और यहां पोटेंशियल बराबर हैं इसलिए यह VT है यह V0 है डायोड रिवर्स बॉयस में है और इसलिए परिदृश्य से बाहर है इस प्रकार यहां एक सर्किट में कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है तथा दूसरे सर्किट में यहां करंट इंडक्टर के माध्यम से इस तरह प्रवाहित हो रहा है अब इस पीरियड के दौरान वेवफॉर्म क्या होंगे देखते हैं सबसे पहले L के अक्रॉस वोल्टेज को देखें इसे हम VL से निरूपित करते हैं इसकी पोलैरिटी यहां दर्शाए अनुसार है प्रोब का कॉमन पॉइंट यहां रखा जाता है तथा मेजरिंग पॉइंट को इस ओर जैसा कि तीर के निशान द्वारा दर्शाया गया है जब Q ऑन है यह पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर है जो कि VT है डायोड ऑफ है इसलिए परिदृश्य के बाहर है यह ग्राउंड पोटेंशियल पर है इसलिए इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL भी VT है इसलिए हम एक कांस्टेंट VT की लाइन यहां बनाते हैं L के अक्रॉस यही वोल्टेज होगा L के माध्यम से प्रवाहित होने वाला करंट iL VL L diLdt का उपयोग करने पर वोल्टेज के इंटीग्रल के बराबर होगा इसलिए यह लीनियर रूप से बढ़ेगा यह iL होगा चूँकि iL बीजेटी से प्रवाहित होने वाले करंट के बराबर है इस पावर स्विच से प्रवाहित होने वाला करंट iT iL की प्रतिकृति होगा हम icT को बाद में देखेंगे पहले हम पूर्ण साइकिल के लिए इन तीनों राशियों के वेवफॉर्म को देख लेते हैं और तब हम icT को देखेंगे अब हम देखते हैं कि 1-dTs टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है यह वह टाइम पीरियड है जब Q ऑफ है जब Q ऑफ है iT 0 होगा इस समय इंडक्टर करंट होगा किंतु यह इंडक्टर करंट इस डायोड के माध्यम से प्रवाहित होता रहेगा क्योंकि इस समय डायोड ऑन है अर्थात फॉरवर्ड बायस में है इस पाथ को बना लेते हैं इस प्रकार इंडक्टर करंट इस पाथ में प्रवाहित होता रहेगा इसका एक भाग लोड R0 से प्रवाहित होगा तथा दूसरा भाग कपैसिटर के माध्यम से इस तरह प्रवाहित होगा तथा इसे चार्ज कर देगा आइए सर्किट के इस भाग के लिए 1-dTs पीरियड के दौरान प्राप्त होने वाले वेवफॉर्म्स को बना लेते हैं यदि आप इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को देखें तो आप पाते हैं कि Q ऑफ है डायोड ऑन है यह V0 वोल्टेज है तथा यह निगेटिव है इसलिए इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V0 है यह नेगेटिव भाग है और यह पॉजिटिव भाग है नेगेटिव और पॉजिटिव भाग को परस्पर संतुलित हो जाना चाहिए ताकि एवरेज 0 रहे ऑन टाइम में हमने देखा था कि इंडक्टर करंट बढ़ रहा था इंडक्टर चार्ज हो रहा था तथा करंट का स्लोप VTL था अब यह -V0L स्लोप के साथ डिस्चार्ज होगा तो यह इस तरह डिस्चार्ज होगा iT शून्य होगा क्योंकि Q ऑफ है अर्थात कोई iT करंट प्रवाहित नहीं होगा इसी तरह अगली साइकिल में भी यही चीजें दोहराई जाएंगी मैं इन्हें जल्दी से बना देता हूं तो ये वेवफॉर्म्स VL iL तथा iT के लिए होंगे इससे पहले कि हम RT तथा R0 के बीच इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप प्राप्त करें हमें इन वेवफॉर्म्स पर कुछ एनालिसिस करने की आवश्यकता होगी क्योंकि हमें कुछ इंटरमीडिएट रिलेशंस प्राप्त करने होंगे जिनका इनपुट आउटपुट रजिस्टेंस रिलेशनशिप प्राप्त करने के लिए हम उपयोग करेंगे क्योंकि हमें यह जानने की जरूरत है कि iTav तथा कुछ अन्य पैरामीटर क्या हैं अब इस करंट पर ध्यान दें जो इन दो ब्रांचेज से होकर डायोड के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है इसे मैं चिह्नित कर देता हूं यदि आप इंडक्टर करंट वेवफॉर्म पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जब Q ऑन है इंडक्टर करंट इस दिशा में जाता है तथा जब Q ऑफ है तब इंडक्टर करंट इस दिशा में जाता है इसका अर्थ यह है कि यहां यह करंट इंडक्टर करंट वेवफॉर्म में समाहित है इसे मैंने यहां हैच्ड भाग से दर्शाया है अर्थात यह भाग वेवफॉर्म का वह भाग होगा जो आप पाएंगे यदि आप यहां प्रोब करें यह वास्तव में iC तथा i0 करंट से बना है अर्थात यह i0 iC है i0 करंट का डीसी अथवा एवरेज कंपोनेंट है iC का कोई एवरेज कॉम्पोनेन्ट नहीं है अर्थात यह करंट का एसी कंपोनेंट है जिसका कोई एवरेज नहीं है i0 कुछ इस तरह दिखेगा तथा iC कुछ इस तरह नजर आएगा करंट के इस हैच्ड भाग का योगदान एक एवरेज वैल्यू i0 के बराबर होगा यहां भी एक एवरेज वैल्यू होगी जिसका मान iTav होगा इस प्रकार इंडक्टर करंट की एवरेज वैल्यू iTav i0 होगी जहां iTav इस भाग का योगदान है तथा i0 इस भाग का अब बीजेटी से प्रवाहित होने वाले करंट iT पर गौर करें यह लाइन जो मैंने यहां बनाई है स्विच्ड करंट iT वेवफार्म की एवरेज वैल्यू है और इसे हमने iTav कहा है जो कि वह है जो हम चाहते हैं कि यहां से प्रवाहित हो तो यह स्विच्ड iT है तथा CT के माध्यम से प्रवाहित होने वाला करंट बफर करंट iCT है तो इंडक्टर एवरेज करंट को हम इस प्रकार बना लेते हैं जैसा अभी हमने समझा था यह लाइन dTs समय के दौरान एवरेज का तथा Ts के दौरान एवरेज का सम्मिलित योगदान है इस प्रकार इंडक्टर करंट एवरेज iTav i0 है यह लाइन इस सम्बन्ध के द्वारा दर्शाई जाती है यह जानने के बाद हम कह सकते कि यह वैल्यू जो लीनियर रूप से बढ़ रहे करंट वेवफॉर्म iL को यहाँ बीच से काटती है iTav i0 के बराबर है और चूँकि dTs समय में iT इंडक्टर करंट के बराबर है हम कह सकते हैं कि वह वैल्यू जो iT वेवफॉर्म के लीनियर रूप से बढ़ रहे भाग को काटती है iTav i0 होगी तो यदि आप इन एवरेज वैल्यूज को चिह्नित कर लें तो आप देखेंगे कि ये दोनों iTav i0 के बराबर होंगी इसलिए यदि मैं प्रत्येक साइकिल में यह डॉटेड ब्लैक लाइन बनाऊं तो इससे मुझे एक फ्लैट टॉप वाली रैक्टेंगुलर वेव प्राप्त होगी इसे मैं यहाँ फिर से बना लेता हूं यह कुछ इस प्रकार दिखेगी तथा इसकी फ्लैट टॉप वैल्यू iTav i0 होगी जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया है तो यह भाग और यह भाग तथा इनकी एक एवरेज वैल्यू iTav होगी iTav वास्तव में यह पीक वैल्यू तथा ड्यूटी साइकिल d का गुणनफल है अर्थात iTav iTav i0 x d के बराबर होगा इसका सरलीकरण करने पर हम पाते हैं iTav i0x d यह एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसकी हमें जरूरत है क्योंकि यह iTav का मान i0 तथा d के पदों में व्यक्त करता है हमें इस iTav को जानने की आवश्यकता है क्योंकि यह वह कंटीन्यूअस करंट है जो पीवी पैनल सोर्स से प्राप्त किया जा रहा है यहां से CT से प्रवाहित होने वाला करंट iCT आसानी से ज्ञात किया जा सकता है आप देखिए यह iTav है अब यदि इसे हम जीरो लाइन माने तो CT से प्रवाहित होने वाला करंट आसानी से प्राप्त किया जा सकता है iTav लाइन के ऊपर वाला भाग चार्जिंग कंपोनेंट है तथा इसके नीचे वाला भाग डिस्चार्जिंग कंपोनेंट है और यह क्रम प्रत्येक साइकल में दोहराया जाता है इस भाग को तथा उस भाग को हम अलग से बनाएं तो आप देखेंगे कि iCT का वेवशेप कुछ इस तरह होगा dTS पीरियड के दौरान Q से करंट प्रवाहित होता है इसका एवरेज अथवा डीसी कॉम्पोनेंट iTav से प्राप्त होता है तथा अतिरिक्त परिवर्तनशील कंपोनेंट CT द्वारा प्रदान किया जाता है TS समय के दौरान जब Q ऑफ है iT शून्य होगा इसलिए इस समय संपूर्ण iTav कंपोनेंट कैपेसिटर CT में जाता है तथा उसे चार्ज करता है अब हम वोल्टेज करंट तथा रजिस्टेंस रिलेशनशिप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट वोल्टेज रिलेशनशिप प्राप्त करते हैं इसके लिए हम इनपुट करंट वेवफॉर्म को देखते हैं हम जानते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव भागों के बीच संतुलन होना चाहिए इसलिए प्रत्येक साइकिल में पॉजिटिव भाग नेगेटिव भाग को संतुलित करेगा अर्थात xTS को शून्य के बराबर होना चाहिए यह दर्शाता है कि V0VTd याद रखें कि हमने यहां V0 का मापन ही विपरीत क्रम में किया है यदि इसे हम नियमित क्रम में करते तो हमें यहां एक माइनस साइन प्राप्त होता वहां पर यह माइनस साइन नहीं होता इस प्रकार V0VTd इस कन्वर्टर के लिए इनपुट आउटपुट वोल्टेज रिलेशनशिप है अब करंट रिलेशनशिप को देखते हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि iTav तथा i0 इस तरह से संबंधित हैं iTav i0xd इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं i0iTavd तो यह दूसरी रिलेशनशिप है अब रेजिस्टेंस रिलेशनशिप को प्राप्त करने के लिए हम पहली रिलेशनशिप को दूसरी से भाग देते हैं जिससे हमें R0 प्राप्त होता है जो V0I0 के बराबर है जो VTiTavxd2 के बराबर है VTiTav और कुछ नहीं बल्कि पीवी माड्यूल के टर्मिनल से अर्थात इनपुट टर्मिनल से देखा जाने वाला टर्मिनल रजिस्टेंस RT है इसलिए इसे पुनः लिखने पर हमें प्राप्त होता है RTR0x1-dd2 इस प्रकार बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए यह इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस रिलेशनशिप है हम यह देखना चाहते हैं कि यह पीवी मॉड्यूल की I V कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह प्रभावित करती है तथा इससे मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग प्रॉब्लम के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है अब हम पीवी मॉड्यूल से सम्बद्ध बक बूस्ट कन्वर्टर की I V कैरेक्टरिस्टिक को बनाते हैं तो x एक्सिस पर पैनल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज vT तथा y एक्सिस पर iTav लेकर हम ग्राफ बनाते हैं हम I V कर्व को नीले रंग में तथा P V कर्व को हरे रंग में दर्शाते हैं साथ ही लोड लाइन 1RT भी हमने यहाँ इस तरह बनाई है कि इसके I V कर्व के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट है से पावर कर्व पर वर्टीकल लाइन बनाने पर हमें मैक्सिमम पावर पॉइंट Pm प्राप्त होता है तो यह मैक्सिमम पावर ऑपरेटिंग पॉइंट है अब पीवी माड्यूल से सम्बद्ध बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए अभी हमने यह संबंध प्राप्त किया था कि RTR0x1-dd2 अब हम देखते हैं कि तब क्या होगा जब d 0 हो d 0 की स्थिति में चाहे R0 का मान कुछ भी हो RT का मान इनफिनिट होगा अर्थात यह पीवी पैनल के लिए एक ओपन सर्किट की स्थिति को दर्शाएगा इस स्थिति में लोड लाइन x एक्सिस से मिल जाएगी इसे बना लेते हैं तो यह d0 पर लोड लाइन 1RT है जब d1 होगा तब यहां डिनॉमिनेटर 1 होगा तथा न्यूमैरेटर 0 होगा इसलिए R0 का मान कुछ भी हो RT हमेशा 0 रहेगा अर्थात यह पीवी पैनल के टर्मिनल के अक्रॉस शार्ट सर्किट की स्थिति को दर्शाएगा इस स्थिति में लोड लाइन y एक्सिस से मिल जाएगी इसे बना लेते हैं तथा यहां लिख लेते हैं 1RT d1 इस प्रकार जैसे जैसे d 0 से 1 की ओर बढ़ता है लोड लाइन एक हॉरिजॉन्टल स्थिति से घूम कर उस स्थिति की ओर बढ़ती है जहां यह वर्टिकल हो जाती है जहां इसका स्लोप d1 के लिए इनफिनिट हो जाता है इसका तात्पर्य यह है कि I V कर्व के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले सारे पॉइंट्स बक बूस्ट कन्वर्टर की पहुंच में हैं इस प्रकार I V करैक्टरिस्टिक का यह संपूर्ण फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भाग अर्थात पीवी मॉड्यूल के सारे संभव ऑपरेटिंग पॉइंट्स और स्वाभाविक ही इसलिए पीक पावर पॉइंट भी निश्चित ही बक बूस्ट कन्वर्टर के दायरे में आ जाते हैं अतः बक बूस्ट कन्वर्टर का एक मुख्य लाभ यह है कि यह पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर करता है और इसलिए I V करैक्टरिस्टिक का कोई भी पॉइंट इसकी पहुंच में होता है तो इस समस्त चर्चा का महत्वपूर्ण सार यह है कि पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट इस कन्वर्टर के दायरे में है इसलिए मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग के दृष्टिकोण से यह एक यूनिवर्सल कन्वर्टर होगा जिसमें प्रत्येक पॉइंट इसकी पहुंच में है चाहे फिर इन्सोलेशन तथा लोड का प्रकार कुछ भी हो